इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है और इस मॉड्यूल में हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ और विशेषताओं को देखेंगे अब तक हमनेएक ऑप एम्प के ब्लॉक आरेख सहित एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ विशेषताओं को देखा है और हमने इनपुट बायस करंट और इनपुट ऑफसेट करंट से संबंधित एक समस्या का भी समाधान किया है इसलिए यहां हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ और विशेषताओं को देखना है और यह इस विशेष मॉड्यूल का अंत होगा और फिर हमअगले लेक्चर में ऑप ऐम्प्स के सर्किट का चुनावकरेंगे इसलिए यदि आप स्क्रीन पर आते हैंहम यहां जो देख रहे हैं वह यथार्थवादी सरलीकृत धारणाएं हैं कुछ धारणाएँ हैं जो यथार्थवादी हैं और हम कुछ कल्पना करेंगेपहले वाला 0इनपुट करंट है तो यह क्या है यह करंट ड्रा किया गया हैयह वही है जिसे हम कल्पना कर रहे हैं जहाँ तक यह एक यथार्थवादी और सरलीकृत धारणा है पहली धारणा यह है कि इनपुट टर्मिनलों में से किसी एक के द्वारा ली गई धारा जो इनवर्टिंग होती है या नॉन इनवरटिंग 0 होती हैयह पहली धारणा है इनपुट टर्मिनलों में से किसी के ड्रा की गई धारा इसलिए जब हम इनपुट टर्मिनलों में से किसी एक को कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पासइनवर्टिंग टर्मिनल और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल केदोटर्मिनल हैं और हमारे पास आउटपुट टर्मिनल भी है हम जो मान रहे हैं वह यह है कि इनवर्टिंग या नॉन इनवर्टिंग टर्मिनलों द्वारा ड्रा की गई धारा 0 है वास्तव में इनपुट टर्मिनल द्वारा ड्रा की गई धारा बहुत छोटी है जिसे अब हम जानते हैं इनपुट बायस करंट इनपुट ऑफ़सेट करंट को समझते हुए हम जानते हैं कि वह एक बहुत छोटा करंट है जो इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनलों में बहता हैजो माइक्रो एम्पस से नैनो एम्पस के क्रम में है इसलिए 0 इनपुट करंट की धारणा यथार्थवादी है दूसरी और ऑप एम्प में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा वर्चुअलग्राउंड हैवर्चुअल क्या है वर्चुअल का अर्थ वास्तविक नहीं है तो यह क्या है इसका मतलब यह है कि नॉन इनवर्टिंग और इनवर्टिंग इनपुट टर्मिनलों के बीच इनपुट वोल्टेज Vd में अंतर अनिवार्य रूप से 0 है यह स्पष्ट है क्योंकि भले ही इनपुट वोल्टेज कुछ वोल्ट का हो बड़े खुले लूप वृद्धि के कारण इनपुट टर्मिनलों पर वोल्टेज Vd का अंतर लगभग 0 है तो अंतर वोल्टेज Vdकिसके बराबर होगा Vd इनवर्टिंग टर्मिनल पर V के बराबर नॉनवर्टिंग टर्मिनल और V के बराबर होगायह अंतर वोल्टेज है हम मानते हैं कि अंतर वोल्टेज अनिवार्य रूप से 0 हैयदि यह अनिवार्य रूप से 0 है तो यह स्पष्ट है क्योंकि भले ही इनपुट वोल्टेजकुछ वोल्ट का होबड़े ऑप एम्प की वजह से वोल्टेज Vd का अंतर हमेशा 0 होगा

तो अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिनइयर रेंज ऑफ़ ऑपरेशन केतहतदो इनपुट टर्मिनलों के बीच एक वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होता है इस अर्थ में कि वोल्टेज समान होते हैं और इनपुट टर्मिनलों से ग्राउंड तक कोई प्रवाह नहीं होता है इसलिए अगर मैं एक सर्किट ड्रा करता हूं और अगर मेरे पास यहां ग्राउंड है तो यह टर्मिनल माइनस और प्लस है हम कहते हैं कि यह V है यह V है तो यह वर्चुअल ग्राउंड पर है क्योंकि यह ग्राउंड है जिसे हमने अब तक समझा है क्योंकि यदि मेरा लाभ अलग है तो मेरे पास इनपुट वोल्टेज के विभिन्न मूल्य और एक अलग वोल्टेज Vd होगा लेकिन अगर मेरा लाभ अनंत है तो Vd 0 होगा और यदि Vd0 है तो इसका मतलब है मेरा नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल इनवर्टिंग टर्मिनल के समान है यदि इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंडेड किया जाता है औरनॉन इनवर्टिंग को भी ग्राउंड किया जाता है तो इसका मतलब है ऐसा लगता है कि हम ऑप एम्प के दो सिरों को कम कर रहे हैं या ऑप एम्प के दो इनपुट टर्मिनल्स को कम कर रहे हैं तो यह सर्किट है जैसा कि आप यहां देख सकते हैंइनवर्टिंग नॉन इनवर्टिंगयह Rf यह R1 यह करंट ग्राउंड है अब हम यह कह रहे हैं कि यह विशेष टर्मिनल वर्चुअल ग्राउंड की अवधारणा के कारण इस टर्मिनल के समान होगायह वही है जो सर्किट है तो वहाँ एक वर्चुअल शॉर्ट है अब यदि गैर इनवर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया जाता है तो वर्चुअल शॉर्ट की अवधारणा के द्वारा इनवर्टिंग टर्मिनल भी ग्राउंड पोटेंशियल पर है हालांकि इनवर्टिंग टर्मिनल और ग्राउंड के बीच कोई भौतिक संबंध नहीं है यदि आप देख सकते हैं क्या इस तरह का कोई भौतिक संबंध है यहां कोई भौतिक कनेक्शन या तार नहीं है जो इनवर्टिंग और गैर इनवर्टिंग टर्मिनल को जोड़ रहा है तो अब अगर नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है तब वर्चुअल ग्राउंड की अवधारणा के द्वारा इनवर्टिंग टर्मिनल भी ग्राउंड पोटेंशियल पर है हालांकि इनवर्टिंग टर्मिनल और ग्राउंड के बीच कोई भौतिक संबंध नहीं है चूंकि इनवर्टिंग टर्मिनल और ग्राउंड के बीच कोई भौतिक संबंध नहीं है इसलिए इसे वर्चुअल ग्राउंड भी कहा जाता है इस प्रकार हम वास्तविक रूप से मान सकते हैं कि ऑप एम्प के नॉन इनवर्टिंग टर्मिनलपर वोल्टेज इनवर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज के बराबर है क्योंकि Vd0 होगा और इसका मतलब है Vनॉन इनवर्टिंग और V इनवर्टिंग वोल्टेज समान हैं मान लीजिए कि यह X हैयह भी X और Vdहै लेकिन V V कुछ भी नहीं है जो है XX अर्थात समान मान इसलिए यह 0 होगा तो उत्तर 0 हैअगर यह 0 पर हैइसका मतलब है मैं मान रहा हूँ कि Vऔर V जुड़े हुए हैं यदि Vग्राउंडेड है तो V को भी वर्चुअल ग्राउंड पर रखा गया है यह वर्चुअल ग्राउंड की अवधारणा है इसका मतलब है कि हम वास्तविक रूप से मान सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज इनवर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज के बराबर है तो यह वर्चुअल ग्राउंड है अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ सकते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड से हमारा क्या मतलब है तो हम कुछ अन्य विशेषताओं को देखते हैंहम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अन्य विशेषताओं को देखते हैंडिफरेंशियल मोड गेन के साथ तो डिफरेंशियल मोड गेन क्या है डिफरेंशियल मोड गेन Ad से दिया जाता हैलाभ अंतर मोड में हैयही कारण है कि यह d हैतब हमारे पासअंतर मोड लाभ के लिएप्रतीक Ad है यह क्या है यह एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा दो इनपुट संकेतों के बीच अंतर को ऑप एम्प द्वारा बढ़ाया जाता है इसलिए यदि मेरा VoAd केबराबर हैतब एकलाभ होता है जिसके साथ डिफरेंशियल एम्पलीफायर दो इनपुट संकेतों के बीच अंतर को बढ़ाता है और इसे अंतर लाभ भी कहा जाता है यही है अगर मेरे पास Vo हैमैं वही समीकरण Ad लिख रहा हूं इस मामले में V12 वोल्ट है V21 वोल्ट हैतब मेरा Voकुछ नहीं होगा लेकिन Ad लाभ जो भी होमेरा अंतर वोल्टेज उस विशेष लाभ से बढ़ेगा और इसीलिए Adको अंतर मोड लाभ कहा जाता है तो अब हम जानते हैं कि अंतर मोड लाभ से आपका क्या मतलब है अवधारणाएं वास्तव में आसान हैं यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि हम क्या देख रहे हैंयह कुछ समीकरण हैं जिन्हेंसमझनाबहुत सरल है इसलिए जब आप अंतर मोड लाभ के बारे में बात करते हैंआप आसानी से देख सकते हैं यह वोल्टेज का अंतर है और हमअंतर वोल्टेजको बढ़ा रहे हैंऔर इसीलिए इसे अंतर मोड लाभ कहा जाता है तो अब हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि कॉमन मोड गेन है इसलिए जब हम सामान्य मोड हासिल करते हैंअंतर मोड गेन की तुलना में आपको थोड़ा अंतर दिखाई देगा इसलिए यदि आप स्लाइड पर सामान्य मोड लाभ देखते हैंहम क्या देखते हैं यह एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा आम मोड इनपुट वोल्टेज को ऑप एम्प द्वारा प्रवर्धित किया जाता हैयह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है सामान्य मोड इनपुट वोल्टेज को ऑपरेशन एम्पलीफायर द्वारा प्रवर्धित किया जाता है तोइसकाक्यामतलब है यदि हम दो इनपुट वोल्टेज लागू करते हैं जो अंतर एम्पलीफायर के लिए सभी समान हैंजो सभी प्रकार से समान हैं फिर V1 V2 तो यह हमें Vo Ad देगा अगर मैं कहता हूं कि मैं V1 V2 कोलागू कर रहा हूं यही कारण है कि टर्मिनल के इनपुट पर वोल्टेज समान है इसका मतलब है कि मेरा Vo कुछ नहीं है लेकिनAd0 या Vo कुछ भी नहीं है क्योंकि 0 V1 V2सही बात क्योंकि V1 V2 आउटपुट वोल्टेज 0 होगायह है कि हमकहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम दो इनपुट वोल्टेज लागू करते हैं जो कि अंतर एम्पलीफायर के सभी मामलों में समान हैं तो मेरा आउटपुट वोल्टेज 0 होना चाहिए लेकिन व्यावहारिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज न केवल एक अंतर वोल्टेज पर निर्भर करता है बल्किआपके द्वारा देखे जाने वाले दो इनपुट के औसत सामान्य मोड स्तर परभी निर्भर होता है जो कि दो इनपुट संकेतों का औसत निम्न स्तर है और इसे सामान्यमोड सिग्नल केरूप में कहा जाता है जिसे Vcद्वारा दर्शाया गया है इसलिए अगर मैं जानना चाहता हूं कि सामान्य मोड सिग्नल क्या है तो यहV1 V2 2के औसत के अलावा कुछ नहीं है व्यावहारिक रूप से अंतर एम्पलीफायर सामान्य वोल्टेज सिग्नल के आनुपातिक आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करता है लाभ जिसके साथ यह उत्पादन करने के लिए सामान्य मोड संकेत को बढ़ाता हैAcm द्वारा निरूपितअंतर एम्पलीफायर के सामान्य मोड लाभ को कहाजाता है इसका मतलब है कि जब हम एक एम्पलीफायर लेते हैं और जब हम एम्पलीफायर को सर्किट में सम्मिलित करते हैंतब हम देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज ऐसे सामान्य मोड सिग्नल के समानुपाती है तो यह भी Vc और Vc लाभ केलिए आनुपातिक हैजिसके साथ यह Vc कोबढ़ाताहै जिसे सामान्य मोड लाभ कहा जाता है या तो Acmया Ac में सामान्य मोड लाभ दर्शाया गया हैयह सामान्य मोड वोल्टेज हैVcया Vcm तो अब हम इस वाक्य को एक बार फिर से पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है व्यावहारिक रूप से डिफरेंशियल एम्पलीफायर सामान्य मोड सिग्नल के लिए आनुपातिक वोल्टेज का उत्पादन करता है वह लाभ जिसके साथ यह प्रवर्धित होता है आउटपुट उत्पन्न करने के लिए सामान्य मोड संकेत है इसे कॉमन मोड गेन Acmकहा जाता है तो अब मेरा Voन केवल Adबल्कि V1 V2टर्मपर भी निर्भरकरेगा Vdभी Acmऔर Vcmपर निर्भर करेगा अब यह सामान्य मोड लाभ और सामान्य मोड वोल्टेज पर निर्भर करेगा तो आउटपुट वोल्टेज के लिए मेरा नया फॉर्मूला होगा Ad Vd Acm Vcm तो इस विशेष मामले मेंमैं इस सामान्य मोड सिग्नल का उपयोग करूंगा मैं सामान्य मोड लाभ अंतर लाभ का उपयोग करूंगाएक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति को समझने के लिए जिसे सामान्य मोड अस्वीकृति अनुपात कहा जाता हैएक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द सामान्य मोड सिग्नल को अस्वीकार करने के लिए एक अंतर एम्पलीफायर की क्षमता को सामान्य मोड अस्वीकृति अनुपात नामक अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है क्योंकि हमें सामान्य मोड सिग्नल की आवश्यकता नहीं है हमें केवल अंतर सिग्नलों की आवश्यकता है Ad Vd यह वही है जिसकी हमें आवश्यकता है इस समीकरण में देखेंहमने क्या लिखा है Ad Vd Acm VcmVo इसकेबराबर है वास्तव में हम सामान्य मोड सिग्नल नहीं चाहते हैं हम केवल अंतर सिग्नल चाहते हैं इसलिए अगर मुझे इसका अनुपात पता हैतब अंतर एम्पलीफायर उस CMRR सीएमआरआर नामक अनुपात द्वारा सामान्य मोड सिग्नल को अस्वीकार कर देता हैआम मोड अस्वीकृति अनुपात यह द्वारा दिया गया है सामान्य मोड लाभ द्वारा विभाजित अंतर लाभ तो आदर्श रूप से सामान्य मोड वोल्टेज 0 हैआदर्श रूप से सामान्य मोड वोल्टेज नहीं होना चाहिए तो विचारलिली Acm0 होना चाहिएयदिAcm0 है तो CMRR अनंत के अलावा कुछ नहीं होगाफिर आदर्श रूप से सामान्य मोड वोल्टेज लाभ 0 हैइसलिए CMRR का आदर्श मूल्य अनंत है लेकिन एक व्यावहारिक अंतर एम्पलीफायर के लिएAd बड़ा है Acmछोटा हैऔर Adबड़ा होना चाहिए Acmछोटा होना चाहिए इसलिए सीएमआरआर का मूल्य भी बहुत बड़ा है इसलिए व्यावहारिक रूप से हमारे पास0 के बराबरAcm नहीं हो सकता हैव्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है लेकिन Acm0 के करीब हो सकता है यदि Acm0 के करीब हैहमें 0001 कहने देंतब फिर क्या होगा मेरा CMRR बहुत अधिक होगालेकिन अनंत नहीं तो सीएमआरआर को कई बार डेसीबल में व्यक्त किया जाता है और सीएमआरआर 20log Ad Acm के अलावा कुछ नहीं है यह एक मूल्य है जिसे हम डेसिबल में व्यक्त करते हैं तो अब अगर Vo Ad Vd Acm Vcmयदि मैं AdVdको सामान्य रूप मेंलेता हूं तो अंत में मुझे एक समीकरण मिलेगा जो इसके समान है इस समीकरण बताते हैं कि एक CMRR व्यावहारिक रूप से बहुत बड़ा है हालांकि दोनों Vcऔर Vdघटक मौजूद हैंआप देख सकते हैं कि Vdऔर Vcमौजूद हैं फिर भी यह CMRR बहुत बड़ा हैआउटपुट ज्यादातर भिन्न सिग्नल के लिए आनुपातिक है और सामान्य मोड घटक को बहुत अस्वीकार कर दिया गया है अब सीएमआरआर के बारे में जो कुछ भी बताया गया है उसे समझने के लिएहमें कुछ समस्याओं को हल करना होगा तब हमसमझेंगे कि CMRR कितना महत्वपूर्ण है तो हम एक प्रयोग करते हैं और वह प्रयोग हैहमें एक अंतर एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज का निर्धारण करना होगा तो क्या कहा जाता है कि आप अंतर एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज का निर्धारण करते हैंहां Vo Ad Vd Acm Vcmहम इस सूत्र को जानते हैं अब हमें इनपुट वोल्टेज दिए गए हैंयह इनपुट वोल्टेज 1 इनपुट वोल्टेज 2 है इसलिए यह दिया गया है कि V1300 माइक्रोवोल्ट्स है और V2 240 माइक्रोवोल्ट्स हैएम्पलीफायर का अंतर लाभ 5000 हैइसलिए हम जानते हैं किAd भी 5000 के रूप में दिया जाता है अब सीएमआरआर के मूल्य के लिएइसलिए दो मूल्य हैं जिनकी हमें गणना करने की आवश्यकता हैके रूप में CMRR 100 दूसरा मूल्य के रूप में CMRR 10 5 तो उठाया के बराबर पहले एक में दी गई है के बराबर पहले मान दिया जाता है CMRR के लिए 100 के बराबर होती हैVd क्या है Vd V1 V2 तो हमV1और V2 के लिए सब्स्टीट्यट करेंगेहमें Vdमिलता हैजो लगभग 60 माइक्रोवोल्ट है Vcक्या है Vcहै V1 V2 2हम सब्स्टीट्यट 300 200 2हमें 270 माइक्रोवोल्ट मिलते हैं CMRR क्या है सीएमआरआर Ad Acm हैइसलिए हमारे पास 100 के लिए सीएमआरआर हैAd5000 है यहाँ से Acmका मान क्या है हमAcm को 50 के बराबर करेंगेअब हम क्या जानते हैं हम Vdजानते हैं हम Vcmजानते हैं हम Acmजानते हैं हमें Vc 3135 मिलीवोल्टमिलता है अब हम उसी गणना को CMRR के साथ 105 केबराबर करते हैं जब CMRR के बराबर होता है 105 क्या जवाब है तो CMRR के लिए 105 केबराबर Acm के बराबर है CMRR Ad Acm केबराबर है इसलिए Acm 005 यदि मैं इस समीकरण में इस मूल्य को फिर से प्रतिस्थापित करता हूं तो चीजें समान रहती हैंकेवल CMRR 105 है तो Acm बदल जाएगाइस मामले में जब मैं मूल्य स्थानापन्न करता हूंयह नया मूल्य है005 यह उसी तरह का है जैसे वह पिछले उदाहरण तो हमारे पास क्या है हमारा मान 3000135 मिलीवोल्ट है यहाँ क्या मूल्य था 3135 मिलीवोल्ट यहाँ हमारे पास 3000135 मिलीवोल्ट हैं अब अगर हम देखेंआदर्श रूप से Acm0 होना चाहिए और आउटपुट Ad Vd केबराबर होना चाहिए इसलिए अगर मैं कहूं तो आदर्शगीत Acm Vcmनहीं होना चाहिए और Voकुछ भी नहीं होना चाहिए बस Addयह आदर्श स्थिति है हम देखेंगे कि जब हम 100 के बराबर सीएमआरआर का उपयोग करते हैंआउटपुट वोल्टेज जो हमें मिला था वह 3135 थाआउटपुट वोल्टेज 300 मिलीलीटर के करीब होना चाहिएजब मैं 10 से 5 तक उठाए गए सीएमआरआर के बराबर का उपयोग करता हूंआउटपुट 3000135 था जो 300 मिलीवॉट के करीब है इसका मतलब है कि हम देख सकते हैं कि अगर मैं CMRR को बढ़ाता रहा तो आउटपुट मेरे आदर्श मूल्य के करीब है दोस्तों तो इस विशेष मॉड्यूल के लिएहम यहाँ रोकेंगे आप जानते हैं कि CMRR का उपयोग कैसे किया जाता है और आम मोड क्या है अंतर लाभ क्या है सामान्य मोड वोल्टेज क्या है अंतर मोड वोल्टेज क्या है हमने एक उदाहरण देखा हैअब अगर कोई आपको परीक्षा में या वाइवा में पूछता हैसीएमआरआरक्या होनाचाहिए यह उच्च होना चाहिए यह कम होना चाहिए कि आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं CMRR एक सामान्य मोड अस्वीकृति अनुपात है और यह सामान्य मोड लाभ द्वारा अंतर लाभ द्वारा दिया जाता है और CMRR को बहुत अधिक माना जाता है क्योंकि हमेंकिसी भी सामान्य मोड सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती है आप यह भी कह सकते हैं कि यदि एक सामान्य मोड सिग्नल कम हैमेरा CMRR बहुत अधिक होगा यदि मेरा CMRR उच्च हैआउटपुट वोल्टेज मेरे यथार्थवादी या आदर्श मूल्य के करीब होगा जो है Vo AdVdक्योंकि वास्तव में Vo Ad Vd Acm Vcm लेकिन आदर्श रूप से VoAd Vd होगा इसलिए अगर मैंव्यावहारिक स्थिति मेंAcm Vcmपर विचार नहीं करना चाहता हूं तो मैंसिर्फ Acm Vcm को नजरअंदाज नहीं कर सकता तो उस स्थिति में यदि CMRR बहुत अधिक है तो मेरा आउटपुट वोल्टेज मेरे आदर्श वोल्टेज के करीब होगा और इस प्रकारCMRRका महत्वचित्र में आ जाता है तो अब आप लोग जानते हैं कि CMRR का उपयोग कैसे किया जाता है आप लोग यह भी जानते होंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाए क्योंकि यह एक अंतर एम्पलीफायर के मापदंडों या ऑपरेशनल एम्पलीफायर के यथार्थवादी पैरामीटर में से एक है आपने यह भी देखा होगा कि वर्चुअल शॉर्ट क्या हैबहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर वर्चुअल शॉर्ट अब अगले मॉड्यूल में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कुछ और मापदंडों को देखेंगे तब तक आप बस एक बार फिर से पढ़िए जो भी मैंने पढ़ाया है और मैं आपको अगली कक्षा में देखूँगा